इंपिछली कक्षा में हमने स्ट्रेन पत्ती में केंद्र दरार की समस्या को देखा है हमने प्रश्न उठाया था कि दरार की उपस्थिति में स्ट्रेन ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वास्तव में हमने सूची बनाई थी कि इसकी तीन संभावनाएं हो सकती हैं इसे विमीय विश्लेषण के द्वारा रिलैक्सेशन एनालॉगी के द्वारा और अंततः दरार मुख विस्थापन पर आधारित वास्तविक गणना के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं अपने विचार विमर्श में हमने जो किया था वह यह था कि हमने केंद्र दरार के उपलब्ध समाधान पर देखा था और दो टिप वाली दरार पर बल दिया था देखिए देखने में यह बहुत तुच्छ लगता है वास्तव में फ्रैक्चर मेकानिक्स की प्रारंभिक अवस्था में इसमें थोड़ा सा भ्रम था की इस छोटे से बिंदु का भी संज्ञान नहीं लिया गया इस पर बल देने के लिए मैं यह दोबारा कह रहा हूं हमने केंद्र दरार की दशा में समाधान को लिया है यह दो टिप वाली दरार है आप को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे ही स्ट्रेन ऊर्जा Ua बराबर पाइ सिग्मा वर्ग a वर्ग बट्टे E के रूप में व्यक्त किया गया है मैंने यह पहलू भी चिन्हित किया था कि इसे अनंत पैनल की इकाई मोटाई के लिए प्राप्त किया गया है देखिए यदि आप फ्रैक्चर मेकानिक्स पर उपलब्ध पुस्तकों को देखें तो उनमें इकाई मोटाई साथ ही साथ निश्चित मोटाई के लिए के लिए समीकरणे दी हुई है दी हुई समीकरणों को देखकर आपको पहचान लेना चाहिए कि यह इकाई मोटाई या निश्चित मोटाई B के लिए व्युत्पन्न की गई हैं तो मेरे विचार विमर्श में मैंने इसे अपनी चेतना अनुसार आगे पीछे किया है हम कुछ निश्चित चीजों को इकाई लंबाई के लिए विकसित करेंगे और हम एक निश्चित मोटाई के लिए भी देखेंगे वास्तव में दरार की उपस्थिति में स्ट्रेन ऊर्जा कि आपकी समझ में सहायता करने के लिए हमने रिलैक्सेशन एनालोगी पर देखा है आपको इसे मस्तिष्क में रखना चाहिए ये गणितीय रूप से बहुत कठिन नहीं है रिलैक्सेशन एनालोगी का उपयोग करते हुए हमने B मोटाई की प्लेट पर विचार किया है जिससे आप इसमें दक्ष हो जाएं कि यह समीकरणें मोटाई के प्रभाव में किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती हैं उर्जा मुक्तिकरण दर एवं प्रतिरोध ® की परिभाषा Definition of energy release rate and resistance ® और अब हम इसको लेंगे की ऊर्जा मुक्ति की दर की परिभाषा क्या है वास्तव में जिस समस्या पर हमने विचार विमर्श किया था यह उसी की निरंतरता है और इसके लिए जो हमने परिणाम प्राप्त किया था वह पाइ सिग्मा वर्ग a बट्टे E था और यह तनाव पत्ती में केंद्र दरार का विशिष्ट प्रश्न है लेकिन जिन बिंदुओं पर भी निष्कर्ष निकाला गया है यह किसी सामान्य स्थिति के प्रश्न के लिए है और आप यहां पर क्या पा रहे हैं पिंड की मोटाई के प्रति दरार टिप्स प्रति लंबाई दरार मुख के प्रति इकाई के द्वारा उर्जा मुक्ति ही उर्जा मुक्ति की दर है यहां पर दरार की लंबाई को 2a लिया गया है इस समीकरण को उर्जा मुक्ति की सामान्य समीकरण के रूप में ना लें यह केंद्र दरार की विशिष्ट समस्या के लिए है वास्तव में मोटाई B भी छद्म है एक सामान्य समीकरण को हम थोड़ा सा बाद में लेंगे जो हमारे पास 1 बट्टे B डाउ U a डाउ a के रूप में है और हम इसे निश्चित मोटाई की प्लेट के लिए पाइ सिग्मा वर्ग b a बट्टे E के रूप में संशोधित करेंगे B निरस्त हो जाएगा और इस प्रकार से आप इसे पाएंगे ऊर्जा मुक्ति करण की दर जूल प्रति वर्ग मीटर है या दूसरे शब्दों में न्यूटन प्रति मीटर है और इसे दरार वाहक बल प्रति इकाई विस्तार भी कह सकते हैं और यहां पर नोट करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब भी आपके पास में पदावली दर है आपको समय के साथ कुछ करना होता है यहां पर समय का प्रश्न ही नहीं लिया गया तो इसे ऊर्जा मुक्ति करण दर कहना इस दृष्टिकोण से मिथ्या भाषण होगा अतः हम उर्जा मुक्ति करण की दर देख चुके हैं और हम प्रतिरोध को भी देखेंगे आप जानते हैं वे इसे प्रतिरोध कहते हैं वे इसे प्रतिरोध दर नहीं कहते हैं साहित्य में इसे केवल प्रतिरोध कहा गया है और केंद्र दरार के लिए हमने पृष्ठ ऊर्जा को प्रतिरोध के पदों में देखा है गामा s देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है हमने तनावयुक्त पत्ती में केंद्रीय दरार के प्रश्न को लिया है और हमने इसे एक विशेष ढंग से लिया है यह हमारे लिए सहायक है जिससे हमें इसे पृष्ठ ऊर्जा को प्रतिरोध के पदों में लेने में सहायता मिली है लेटिस गणना के आधार पर सैद्धांतिक सामर्थ्य की तुलना करने के भी हम योग्य हो गए थे जिसे वैज्ञानिक आकार प्रभाव का नाम दे रहे हैं और जो ग्रिफिथ के द्वारा वास्तव में दरार आकार प्रभाव के रूप में पहचाना गया इस परिपेक्ष्य से हम इंग्लिस समाधान के द्वारा उत्पन्न किए गए विरोधाभास को दूर कर पाए दरार की लंबाई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह ग्रिफिथ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था अभी अन्य पहलू जिसे आपने देखना है वह यह है कि हमने ऊर्जा संतुलन किया है हमने यह भी कहा है कि किसी नई सतह के बनने के लिए मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है और यह ऊर्जा निकाय की स्ट्रेन ऊर्जा के द्वारा आती है तथा पदार्थ का प्राकृतिक गुण प्रतिरोध है और हमने भंजक पदार्थों पर भी देखा हमने केंद्र दरार पर भी देखा R बराबर 2 गामा s भले ही यह स्थिर रहे या a का फलन हो हमें प्रतीक्षा करके देखना होगा क्योंकि केवल भंजक पदार्थों पर ही ध्यान देना काफी नही है हमें यह भी देखना होगा कि उच्च सामर्थ्य के तन्य मिश्र पदार्थों की दशा में क्या होता है और इरविन किस प्रकार से इस प्रकार की स्थितियों को संशोधन कर पाए थे इसीलिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा और उन्होंने R की परिभाषा के साथ में छेड़खानी की थी तो हम अपने आने वाले विचार विमर्श में इसे साधारणत R के रूप में रखेंगे चाहे यह स्थिर हो चाहे यह वक्र हो या सभी जो भी कुछ हो हम इस पर देखेंगे दूसरा पहलू यह कि दो सतहोंं के बनाने के लिए हम ने यह कहा है कि मुझे ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यक है देखिए किसी भी गणितीय विकास में जब आप कोई दशा कहते हो तो आपको यह अहर्ता होनी चाहिए कि यह आवश्यक दशा है या पर्याप्त दशा है या फिर यह दशा आवश्यक एवं पर्याप्त दोनों ही हैं इन मुद्दों को हम थोड़े समय के लिए स्थगित रखते हैं अधिकतर विचार विमर्श में हम फ्रैक्चर अस्थायीत्व पर ही वास्तव में देखेंगे और आवश्यक दशा की अहर्ता का पता लगाएंगे पर्याप्त दशा क्या है इसी के साथ हमने सिर्फ ऊर्जा संतुलन पर देखा है इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया गया ऊर्जा संतुलन द्वारा विभव ऊर्जा के G फलन के रुप अब हम जाकर सामान्यीकृत करेंगे और विभव ऊर्जा में परिवर्तन के पदों में उर्जा मुक्ति दर की सूची बनाएंगे और आप जानते हैं मैं जब इस विषय को ले रहा हूं मैं एक एकल दरार जिसमें एक दरार मुख पर विचार कर रहा हूं इसमें दो दरार टिपे नहीं होंगी आप जानते हैं अगर आप उदाहरण पर देखें जो हमने स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन को समझाने के लिए दिए थे उसमें हमने डबल कैंटीलेवर बीम का जांच नमूना लिया था जिसमें एकल दरार थी केवल एक दरार टिप ही उपलब्ध थी भले ही यह उस श्रेणी की हो या किनार दरार के साथ कोई प्लेट हो और जिस पर हम देखेंगे वह है दरार जिसमें क्रमिक क्षेत्रफल बढ़त है इसे डेल्टा A द्वारा दिया गया है और हम यह ज्ञात करके देखना चाहते हैं कि इसे किस प्रकार से कृत कार्य या स्ट्रेन ऊर्जा के साथ तथा ऊर्जा मुक्ति की दर के साथ संबंधित किया जा सकता है सामान्य स्थितियों में आप कृत कार्य में परिवर्तन को एवं साथ ही साथ स्ट्रेन ऊर्जा में परिवर्तन को किसी विशेष स्थिति में आपके पास केवल स्ट्रेन ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है तो आपको इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए जब आप एक सामान्य समीकरण लिखने का प्रयत्न कर रहे हो जिसमें बाह्य कृत कार्यों के साथ साथ स्ट्रेन ऊर्जा में परिवर्तन के घटक सम्मिलित हो क्योंकि हमने पहले ही यह देख लिया है कि ऊर्जा मुक्ति करण दर क्या है मैं ऊर्जा संतुलन को इस ढंग से लिख सकता हूं यदि मैं ऊर्जा मुक्ति करण की दर क्या है यह नहीं जानता तो हम इसे बाई तरफ इस प्रकार से लिखेंगे और दाएं तरफ इस तरह से लिखते हैं अपनी प्रगति में हमने यह देखा है कि ऊर्जा मुक्ति करण दर क्या है हम इसे व्यक्त करने के लिए G 1 गुणा डेल्टा A के रूप में लिखेंगे जो मोड I के रूप की स्थिति लेकर विचार विमर्श करेंगे यह बाह्य कृत कार्य में से स्ट्रेन ऊर्जा में परिवर्तन को घटाकर प्राप्त तुल्यांक है और हम ऊर्जा संतुलन लिखने में किस प्रकार से संतुष्ट हैं आदर्श रूप से हम भंजक पदार्थों पर विचार कर रहे हैं इसमें ऊर्जा अवमुक्त नहीं हो रही है ऊर्जा का एक स्वरूप दूसरे में परिवर्तित हो रहा है और यहां पर पुन हमने देखा कि उस बिंदु पर जब दरार का संवर्धन होने वाला है हम उस बिंदु पर नहीं देख रहे हैं जिसके बाद संवर्धन प्रारंभ हो गया था हम केवल उसी क्षण के लिए लिख रहे हैं यह ऊर्जा संतुलन जो भी हमने पाया हम इसे परंपरागत ढंग से दोबारा निर्मित करेंगे देखिए प्रत्यास्थता के सिद्धांत में विभव ऊर्जा क्या है इसकी परिभाषा लोगों के पास है हम इस समीकरण को इस ढंग से दोबारा निर्मित करने का प्रयत्न कर सकते हैं यही इस स्लाइड में सूचीबद्ध किया गया है तो हम कर यह रहे हैं कि समीकरण को डेल्टा A से भाग दे रहे हैं और इस चरण को नोट करिए सीमा डेल्टा A 0 की तरफ यह मुख्य बिंदु है आपको इसे छोड़ना नहीं है जो भी वृद्धिकारी परिवर्तन हो वृद्धि कार्य परिवर्तन अत्यंत छोटा है इसी पर हम देख रहे हैं तो मुझे जो मिलता है वह GI बराबर माइन d बट्टे dA U ऋण W बाह्य है और प्रत्यास्थता साहित्य के सिद्धांत मेंU ऋण W बाह्य को बडा पाइ कहा गया जिसे विभव ऊर्जा कहते हैं आप जानते हैं कि जब आप सातत्य मेकानिक्स से भंजन मेकानिक्स की तरफ जाने का प्रयत्न करते हैं लोग यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि आप सातत्य मेकानिक्स में किन चरों पर देख रहे हैं और भंजन मेकानिक्स में आने पर कैसे दिखते हैं तो आप भंज चरों को उन मात्राओं में व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं जिन से हम परिचित होते हैं इसीलिए हम यह लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि GI को ऋण d बडा पाइ बट्टे d A यह सामान्य समीकरण है आपको मस्तिष्क में यह रखना है कि G का मान दरार की किसी संभावित संवर्धन के लिए धनात्मक है अतः आप जो पाते हैं वह यह है कि विशिष्ट स्थिति देने पर पूरा समीकरण ही धनात्मक पाएंगे और डेल्टा A क्या है यह दरार विस्तार के डेल्टा A बराबर B गुणा डेल्टा A है और हम केवल दरार की टिप्प पर ही देख रहे हैं तो दरार डेल्टा A तक विस्तृत होती है तो इसे उपयोग करने से इस समीकरण को पुनः इस प्रकार से लिख सकते हैं ऋण 1 बट्टे B d बडा पाइ बट्टे d a इस प्रकार से यह स्ट्रेन ऊर्जा मुक्तिकरण दर् के लिए सर्वाधिक सामान्य समीकरण है तो आपको पद d बडा पाइ बट्टे d a को दी हुई परिस्थितियों में गणना करना है और अब हम यह देखते हैं कि स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन में क्या परिणाम मिलता है स्थिर लोड के लिएडेल्टा पाइ pi को ऋण 1 आधा Pdv यह ऋण डेल्टा U के बराबर होगा इसलिए आप जब ऋण डेल्टा U यहां रखते हैं ऋण ऋण के कारण धन बन जाता है और अंततः जी धनात्मक हो जाता है और स्थिर विस्थापन की दशा में मेरे पास यह 1 बट्टे 2 v गुणा dPके रूप में है और मैं इसे डेल्टा U के रूप में पाता हूं परंतु यहां पर डेल्टा U ऋणात्मक है जैसा कि हमने पहले भी देखा है हम इसे भी पुनः देखेंगे ऋण का ऋण धन बन जाता है और हम G का मान 1 बट्टे B dU बट्टे da भले ही आप इसे विभव ऊर्जा के पदों में देख रहे हो या आप इसे स्ट्रेन ऊर्जा के पदों में देख रहे हो दूसरे समीकरण पर देखने सेआप जानते हैं लोग इसे ऊर्जा मुक्तिकरण दर भी कहते हैं लेकिन यह सामान्य परिभाषा नहीं है हालांकि मेरे पास गणितीय रूप 1 बट्टे B dU बट्टे da हैयदि आप समस्या को भौतिकी के दृष्टिकोण से देखें स्थिर भार की दशा में दो नई दरार तत्वों के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा वास्तव में बाह्य रूप से कृत कार्य से आई है तो हम इस परिभाषा को उर्जा मुक्तिकरण दर के रूप में ले लेंगे हम इसे स्ट्रेन उर्जा मुक्ति करण दर नहीं कहेंगे फ्रैक्चर मेकानिक्स के विकास में इस प्रकार की विचारधारा भी थी और अब हम दोबारा वापस स्थिर भार पर जाते हैं हम अपनी समझ को मजबूत करेंगे इसीलिए आप यहां पर जो पाते हैं वह यह है कि आप a धन da लंबाई की दरार वाले नमूने के लिए भार एवं विस्थापन के बीच ग्राफ खींचते हैं निश्चित रूप से स्टीफनेस घटी है इसीलिए ग्राफ दरार लंबाई a के लिए खींचे गए ग्राफ से नीचे है और इन ऊर्जाओं पर देखिए हमारे पास स्ट्रेन ऊर्जा में परिवर्तन है हम परिणाम स्ट्रेन ऊर्जा क्या है यह भी ज्ञात करेंगे तत्पश्चात हम यह देखेंगे कि प्रारंभिक स्ट्रेन ऊर्जा क्या है और स्ट्रेन ऊर्जा में परिवर्तन देखा जा सकता है तब आप बाह्य कृत कार्य भी देख सकते हैं यहां पर सूक्ष्म बिंदु जो है वह P1 गुणा dv है यह उसका आधा नहीं है क्योंकि विस्थापन dv के लिए भार स्थिर रहा है इस कारण से यह त्रिभुज है और वास्तव में आप जो पाते हैं वह यह है कि इस त्रिभुज के द्वारा निकाय की विभव ऊर्जा के परिवर्तन को दिया गया है आप जानते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है हम इसे ग्राफीय उपागम के तौर पर देख रहे हैं यह आपको बहुत अच्छी समझ देता है उसके बाद हम स्थिर विस्थापन पर देखते हैं तो आपके पास यहां पुनः दो निकाय हैं एक जिसमें मूलत दरार a है इसका संवर्धन a धन डेल्टा a तक हुआ है एवं आपके पास यह ग्राफ है और उपयोग का बिंदु चल नहीं रहा है इसीलिए इसे बद्ध पकड़ कहते हैं इस दृष्टिकोण से बाह्य कृत कार्य शून्य है और आप अंतिम स्ट्रेन ऊर्जा तथा प्रारंभिक स्ट्रेन ऊर्जा को देखकर स्ट्रेन ऊर्जा में परिवर्तन पाते हैं और आपको पता चला कि प्रक्रम में स्ट्रेन ऊर्जा घट गई है और जो विभव ऊर्जा आपको मिली वह डेल्टा U के बराबर है तब ऊर्जा उपलब्धता क्या है पुन यह त्रिभुज अनुपालन के पदों में G का समीकरण देखिए अब हम उर्जा मुक्ति करण दर की दूसरे उपागम को लेंगे देखिए किसी दी हुई व्यवहारिक समस्या के लिए दरार की उपस्थिति में ऊर्जा ज्ञात करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है केंद्र दरार के लिए हमने उपलब्ध समाधान को लिया अभी तक हमने अपने विकास में जटिल गणित का कार्य नहीं किया है हम यह तभी कर पाएंगे जब हम अपने विचार विमर्श में दरार टिप प्रतिबल तथा विस्थापन क्षेत्रों को लेते है तो इरविन ने जो सुझाव दिया था यदि आप निकाय के अनुपालन पर देखते हैं तो इसे अधिक वास्तविक परिदृश्य में गणना करना सरल है आप एक साधारण प्रयोग कर सकते हैं और एक दरार की अनुपस्थिति में इसका अनुपालन ज्ञात कर सकते हैं तो हम यह करेंगे कि हम अनुपालन के पदों में उर्जा मुक्ति करण दर का समीकरण प्राप्त करेंगे हमने यह पहले भी नोट किया है कि बढ़ती हुई दरार की लंबाई के साथ घटक की स्टीफनेस घटती है यह परिचित तथ्य है और हम यह भी जानते हैं कि अनुपालन क्या है अपने ठोस मेकानिक्स समझ के आधार परयह स्टीफनेस का उपक्रम है अनुपालन को कैपिटल C प्रतीक दिया गया है और स्टीफनेस छोटा k है तो यदि आप ऐतिहासिक रूप से देखें यह इरविन ही थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि जहां तक फ्रैक्चर मेकानिक्स की समस्याओं का संबंध है अनुपालन के साथ डील करना अपेक्षाकृत सरल है तो हम समीकरणों को पुनः निर्मित करेंगे भार की सामान्य अवस्था में आप भार विस्थापन संबंध को P बराबर k v के रूप में लागू कर सकते हैं इस nu के रूप में ना पढें इटैलिक अक्षर में यह nu ऐसा प्रतीत होता है वरन इसे k गुणा v पढ़ें मैं अनुपालन के पदों में इस समीकरण को पुनः निर्मित करना चाहूंगा हमने स्टीफनेस के उत्क्रम के रूप में अनुपालन को पहले ही देखा है तो जब आप इसे k द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो मैं समीकरण v बराबर CP प्राप्त करता हूं आप जानते हैं यह बहुत साधारण समीकरण है वास्तव में हम स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन के लिए गणनाएं करेंगे हमें इस समीकरण v बराबर CP के साथ खेलना है और हम यह करना चाहते हैं बजाय इसके कि d बट्टे पाइ बट्टे da हम इसे dC बट्टे da के पदों में बदलना चाहते हैं यहीं पर फोकस है और मैं चाहता हूं कि आप यह स्वयं व्युत्पन्न करें मैं आपको आधे मार्ग तक ले जाता हूं आपको कुछ समय देता हूं और इस समीकरण के साथ में और समीकरण प्राप्त करने का प्रयत्न करें जैसा कि मैंने कहा हैहम इसे दो दशाओं के लिए समझाएंगे पहला स्थिर भार के लिए दूसरा स्थिर विस्थापन के लिए हमने इन पर क्यों देखा यह लिखने तथा विश्लेषणात्मक समीकरण के साथ साथ प्रयोग करने में भी सुविधाजनक है हमने पहले भी नोट किया है जब वृद्धिकारी परिवर्तन शून्य के निकट पहुंचता है स्थिर भार के साथ साथ स्थिर विस्थापन की दशा में भी ऊर्जा उपलब्धता एक समान रहती है वास्तव में यदि आपने इसे सावधानीपूर्वक देखा है स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन दोनों ही स्थितियों में हम अंततः ऊर्जा मुक्तिकरण की दर 1 बट्टे B dU बट्टे da को k रूप में पातें हैं तो गणितीय आधार पर हमने पहले भी दिखाया है ऊर्जा उपलब्धता समान है हमने इसे विभव ऊर्जा या स्ट्रेन ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी देखा है अब जो हम करना चाहते हैं वह यह है व्यवहारिक समस्याओं के लिए उर्जा मुक्तिकरण दर की अवधारणा को लागू करने के लिए इरविन ने सुझाव दिया आइये अनुपालन पर देखते हैं हम इसे स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन के लिए प्राप्त करेंगे अब आइए इसे स्थिर भार के लिए देखते हैं तो यह वही है जहां हम पहले थे हम माइनस 1 Pdv का आधा पर आ गए हैं यह आप जानते हैं अब मैं मात्राओं को प्रतिस्थापित करने के लिए एक दो मिनट लेना चाहता हूं उचित रूप से अनुपालन के पदों में लेने पर और आपको यह लेना है दशा एक में स्थिर भार और दूसरी दशा में स्थिर विस्थापन एक उचित प्रकार का गणितीय सरलीकरण बहुत सरल और आपने क्या प्राप्त किया अंततः जो भी ऊर्जा मुक्ति करण दर का समीकरण था जो मैंने स्थिर भार के लिए प्राप्त किया था यह स्थिर विस्थापन के लिए भी एक समान होना चाहिए यही इसका अर्थ है मैं इसे सुलझाना चाहता हूं कृपया अपना समय लेकर इसे सरल करें यह आपकी सहायता करेगा यह बहुत ही सरल है और आपने v बराबर CP पर देखा और यहां पर मुख्य बिंदु यह है कि वृद्धिकारी परिवर्तन पर देख रहे हैं तो जब आप अवकलन करते हैं तो मुझे C गुणा dP धन P गुणा dC मिलता है और आपको देखना है कि हम निश्चित भार पर विचार विमर्श कर रहे हैं स्थिर भारण की दशा में dP शून्य की तरफ जाता है तो जब मैं ऊर्जा मुक्तिकरण दर लिखता हूं तो मैं इसे अनुपालन के पदों में बदलना चाहता हूं बहुत साधारण है आपको यह संज्ञान लेना है कि जब आप इसका अवकलन करते हैं तो आपको इसे CdP धन PdC लिखना चाहिए आपने इतना गणित सीखा हुआ है आप इसे अनदेखा कर सकते हैं मुझे यहाँ क्या मिला समीकरण डेल्टा बडा पाइ माइनस P PdC का आधा P PdC समीकरण माइनस P वर्ग dC का आधा रह गया तो यदि मैं साधारण समीकरण में इसे प्रतिस्थापित करता हूं तो मुझे G सीमा डेल्टा A 0 की तरफ मिलता है तो मुझे इससे माइनस डेल्टा पाइ बट्टे डेल्टा A A घटाकर मिला जबकि डेल्टा A B गुणा da के इलावा कुछ नहीं है और यह हमने पहले ही व्युत्पन्न कर लिया है कि डेल्टा पाइ क्या है और आप उर्जा मुक्ति करण दर के लिए P वर्ग बट्टे 2 B dC बट्टे da P के रूप में समीकरण प्राप्त करते हैं वास्तव में यदि आप अपनी असाइनमेंट सीट पर देखें तो आप अनुपालन के मापन में प्रयोग पर एक प्रश्न पाएंगे इसीलिए ग्राफीय उपागम के दृष्टिकोण से यह संभव है कि आप dC बट्टे da से आंकड़े एकत्रित करें उन्हें प्रतिस्थापित करें और ऊर्जा मुक्तिकरण दर की गणना करें इसीलिए यह व्यवहारिक समस्याओं के लिए ऊर्जा मुक्तिकरण दर की अवधारणा को लागू करने का एक माध्यम बन जाता है अतः जब आप असाइनमेंट के प्रश्नों को हल करते हैं तो आप इसे बेहतर ढंग से समझते होंगे जब मैं स्थिर विस्थापन की तरफ आगे बढ़ता हूं तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप अंतिम समीकरण को ऊर्जा मुक्ति करण दर पाने के लिए P वर्ग बट्टे 2B dC बट्टे da और इसका कारण है कि हम वृद्धिकारी परिवर्तन को ले रहे हैं जो बहुत ही छोटा है यह महत्वपूर्ण बिंदु है यहां पर पुन हम आधे मार्ग तक जाएं तो अब आपको इसे सावधानीपूर्वक पुनः निर्मित करना है मेरे पास डेल्टा पाइ को 1 बट्टे 2 v गुणा dP है पुनः वापस जाइए और अनुपालन के मूल संबंध पर देखिए अवकलन कीजिए सावधानीपूर्वक प्रतिस्थापित कीजिए आपको इसे करने की आवश्यकता है एक दो मिनट लीजिए यह बहुत ही सरल है क्योंकि आप अंतिम परिणाम के बारे में जानते हैं परिणाम ज्ञात है तो आप सदैव पीछे जा सकते हैं और खाली स्थान को भर सकते हैं स्थिर विस्थापन dv बराबर 0 है इससे पहले की स्थिति में हमने स्थिर भार को लिया था यह पद शून्य की तरफ जा रहा था इसीलिए हमने इसे dv लिखा था अब dv शून्य है तो आप इन दोनों के मध्य एक संबंध पाएंगे केवल यह मुझे सिर्फ यहां पर इसे प्रतिस्थापित करना है यदि मैं ऊर्जा मुक्तिकरण दर की परिभाषा के मूल को यहां लागू करता हूं तो मुझे G बराबर माइनस 1 बट्टे 2B v गुणा dP बट्टे da के रूप में समीकरण मिलता है तो मुझे यहां पर dP को प्रतिस्थापित करना है और मैं इसे इस प्रकार से पाता हूं इसीलिए मेरे पास क्या है मैंने dv को 0 के बराबर रखा है मैं CdP बराबर माइनस PdC पाता हूं इसीलिए P गुणा dC बट्टे C बन जाता है अत जब मैं इस समीकरण को प्रतिस्थापित करता हूं तो मुझे G1 बराबर P वर्ग बट्टे 2B dC बट्टे da मिल जाता है गणितीय परिपेक्ष्य से स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन दोनों ही अवस्थाओं में ऊर्जा उपलब्धता एक समान है मैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वापस जाकर पुनः ग्राफ को देखना चाहता हूं आपके पास सामान्य भारण है और हमने इसे एक लाल त्रिभुज में रखा है और मुख्य बिंदु जो हमें नोट करना है वह यह है dP या P 0 की तरफ जाता है तो यह त्रिभुज भी शून्य की तरफ जाता है तो ग्राफीय तथा गणितीय दोनों उपागम के परिपेक्ष्य में उर्जा उपलब्धता स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन की अवस्थाओं में एक समान है हम ने इन दोनों के बीच स्विच क्यों किया इसका कारण निश्चित गणितीय विकास है जो इन दोनों दशाओं में करना सरल है और इसे आप प्रायोगिक मापन के लिए भी विस्तृत कर सकते हैं तो यह फ्रैक्चर मेकानिक्स की अवधारणाओं को व्यवहारिक समस्याओं पर लागू करने का एक माध्यम प्रदान करता है कारण है कि लोगों ने इसे समझा है उदाहरण के लिए G का मूल्यांकन अब हम जो करेंगे वह यह कि हम दो उदाहरणों के लिए ऊर्जा मुक्ति करण दर का आकलन करेंगे पहले हम एक डबल कैंटीलेवर बीम का प्रश्न लेंगे फ्रैक्चर मेकानिक्स साहित्य में इसे हम डी सी बी जांच नमूने के रूप में जानते हैं जिस क्षण आप डी सी बी कहते हो आपको तुरंत इस प्रकृति के जांच नमूने का संज्ञान लेना चाहिए आपके पास में एक दरार है ऊपरी तथा नीचे का हिस्सा कैंटीलीवर की तरह व्यवहार करता है पदार्थों की सामर्थ्य के साधारण पाठ्यक्रम में आप यह जानते हैं कि यह मुक्त सिरे पर विक्षेपण क्या है और इसे डेल्टा बराबर Pa घन बट्टे 3EI के द्वारा दिया जाता है जो यहां पर दिया गया है वह यह है कि यंग मापांक E है a बीम की लंबाई है I जड़त्व आघूर्ण है B बीम की मोटाई है जो स्क्रीन के ऊपर है मोटाई स्क्रीन पर है यह वही है जिसे मोटाई और ऊंचाई को h के रूप में लिया गया है और आप जानते हैं कि विस्थापन v हैं तो यदि हम इसे v लिखें तो यह और कुछ नहीं डेल्टा का 2 गुना है यह किसी कैन्टीलीवर बीम के मुक्त सिरे विक्षेपण हैं मेरे पास एक बीम यहां है और दूसरी बीम यहां है इसीलिए इसका एक स्वच्छ आरेख बनाइए और यह लिखिए कि v क्या है है इस प्रकार से विस्थापन जो हमें प्राप्त होता है वह v डेल्टा बराबर Pa घन बट्टे 3EI है जिस क्षण आप बल विस्थापन संबंध लिखते हैं यह आपके लिए लिखना सरल हो जाता है कि अनुपालन क्या है एक बार जब आपको अनुपालन मिल जाता है तो उर्जा मुक्ति करण दर को सीधे सीधे लागू कर सकते हैं इसी कारण से मैंने यह साधारण समस्या ली है यह केवल साधारण ही नहीं है बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है हम देखेंगे कि यह किस प्रकार से है Refer Slide Time 3446 ठीक अभी हम यह देखेंगे कि इस समस्या में उर्जा मुक्तिकरण की दर क्या है और आपको मस्तिष्क में क्या रखना है कि जब आप जड़त्व आघूर्ण Bh घन बट्टे 12 है और v के लिए समीकरण से यह आपके लिए अनुपालन C को 2a घन बट्टे 3EI के रूप में लिखना सरल हो जाता है और अब इसे आई को Bh घन बट्टे 12 के पदों में प्रस्थापित करें उसी क्षण आपको अनुपालन के बारे में पता चल जाता है आप सीधे सीधे ऊर्जा मुक्ति करण की दर प्राप्त कर सकते हैं यहां पर पुन आप साधारण गणनाएं करें देखिए यदि आप साधारण गणनाएं करेंगे तो कक्षा में आप स्वयं को संतुष्ट महसूस करेंगे और जब आपको इसका पुनरावलोकन करना हो तो ऐसा लगेगा कि यह ग्रीक और लैटिन है तो इन साधारण गणनाओं को करिए अभी और यहीं पर उपयुक्त समीकरण में स्थापित करने के लिए कुछ समय लीजिए और परिणामों के साथ इसका सत्यापन करें तो यह परिणाम मेकानिक्स के निश्चित पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं अब हम अंतिम समीकरण को देखेंगे हम जानते हैं कि G को P वर्ग 2BdC बट्टे da के द्वारा दिया जाता है जब मैं इन समीकरणों को प्रतिस्थापित करता हूं जब a के सापेक्ष 8a घन बट्टे EBh के a सापेक्ष का अवकलन करता हूं तो यह समीकरण P वर्ग 24 a वर्ग बट्टे 2B गुणा घन EB h इस प्रकार से पुनः निर्मित हो जाता है दोहरी कैंटीलेवर बीम के लिए ऊर्जा मुक्ति करण की दर को समीकरण 12 बट्टे E गुणा a वर्ग B वर्ग P वर्ग घन h के द्वारा दिया जाता है और हम इस समीकरण के साथ क्या करेंगे देखिए जब हम फ्रैक्चर मेकानिक्स को विकसित कर रहे हैं मैंने कहा है कि गणित के आधार पर वे जो भी प्रेक्षण व्युत्पन्न करना चाह रहे हैं उन्होंने यह सत्यापन करने के लिए कि गणितीय विकास स्थाई है तथा किसी प्रमुख समस्या से मुक्त है के लिए एक प्रयोग को देखा अंत में हम यह जानना चाहते हैं कि दरार का संवर्धन कैसे होता है हमने यह इस परिस्थिति की चर्चा भी की है कि कोई स्थिर दरार संवर्धन भी हो सकता है स्थायीत्व युक्त दरार हो सकता है यह एक पहलू है Fracture can be steady this is one aspect दूसरा पहलू यह है कि आप किसी दरार संवर्धन को पकड़ सकते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि उर्जा मुक्तिकरण की दर अलग होनी चाहिए हम प्रायोगिक रूप से इसे नियंत्रित करने के योग्य होने चाहिए ऊर्जा मुक्तिकरण कर क्या है और प्रारंभिक समय में फ्रैक्चर मेकानिक्स के विकास में नई परीक्षण विधियों के विकास करने की और नए जांच नमूने भी चुनौतियां थी तो इस समीकरण को देखने के पश्चात लोगों ने यह प्रश्न किया कि क्या यह संभव है कि स्थिर G के नमूने का अभिकल्प किया जा सकता है क्या इन समीकरणों के साथ खेला जा सकना संभव है कुछ ने इसे झपट लिया और एक ऐसा जांच नमूना बनाया जिसमें दरार संवर्धन के साथ G स्थिर रहता था मेकानिक्स के अवधारणाओं के विकास में यह सत्यापन हेतु बहुत उपयोगी है स्थिर G जांच नमूने का अभिकल्प और यह वह है जिसे अब हम देखने जा रहे हैं स्थिर G जांच नमूने का अभिकल्प और इस समीकरण में आप क्या पाते हैं दरार लंबाई के वर्गमूल के साथ G बढता है G a वर्ग का फलन है इस जांच नमूने के इस ज्यामितीय गुण के साथ खेलने पर स्थिर G का जांच नमूना बनाया जाना संभव है और वह कौन सी ज्यामितिए गुण है जिसे हम परिवर्तित कर सकते हैं हम मोटाई B तथा h के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं माना कि मैं मोटाई को बदलता हूं तो क्या होगा आपके पास नमूने की लंबाई के साथ साथ नमूने की मोटाई बढते रहेगी तो उसके बाद क्या होगा जैसा कि हम फ्रैक्चर मेकानिक्स में जोर देते रहते हैं कि फ्रैक्चर मेकानिक्स समग्र है यह आपको पतले जांच नमूने के लिए विशिष्ट अनुशंसाएं प्रदान करती है यह आपको मोटे जांच नमूनों के लिए अलग अनुशंसाएं देती है वह मोटाई बदलने के साथ आप दरार के पड़ोस में प्रतिबल अवस्था भी बदल रहे हैं यह अवांछनीय है तो B तथा h पैरामीटर के साथ यदि आप मोटाई बदलते हो तो दरार की टिप पर प्रतिबल क्षेत्र स्वयं बदलता है तो B को परिवर्तित करना वांछनीय नहीं है दूसरी तरफ आप लंबाई बदल सकते हैं इस फैशन में हम दरार टिप पर क्षेत्र को नहीं बदलेंगे यही फायदा है और हम देखेंगे कि इसे कैसे परिवर्तित करना है हमें जो करना चाहिए वह यह है कि समीकरण को स्थिर रखने के लिए या जिससे G स्थिर रहे h को इस ढंग से बढ़ाया जाए कि यह a वर्ग 2 बट्टे 3 हालांकि यह देखने में अरेखीय समीकरण जैसा लगता है वास्तव में यदि आप विमाओं पर देखें और इन्हें प्रस्थापित करें जो यह कमोबेश सीधी रेखा है जब आपके पास एक अपेक्षाकृत बड़ा जांच नमूना होता है आपको कुछ अन्य निश्चित बिन्दूओं पर भी देखना होता है हमने भी इन पर एक संक्षिप्त नजर डाली है तो यह जो दिखाता है कि मैं G को परिवर्तनीय h के द्वारा स्थिर रख सकता हूं जो a घात 2 बट्टे 3 समानुपाती है सारांश स्वरूप मैं इसको a वर्ग बट्टे h के रूप में स्थिर रख सकता हूं और सीमित दरार लंबाई के लिए स्थिर G जांच नमूना संभव है मैं इसका स्वच्छ आरेख बनाना चाहता हूं तो जांच नमूने को इस प्रकार से दिखाया गया है जो आपने देखा उससे थोड़ा सा अलग सा मेरे पास एक स्थान है जहां पर मैं भार लगा सकता हूं और जांच नमूना इस तरह से दिखेगा व्यवहार में यह सीधी रेखा के बहुत नजदीक प्रतीत होता है तो आपके पास लंबाई के साथ बढ़ने वाली यह ऊंचाई है यह वह मुद्दा है जिस पर आप को ध्यान देना है जब आप प्रयोग करेंगे देखिए आप चाहेंगे कि दरार का संवर्धन उसी समतल में हो आप नहीं चाहेंगे कि दरार का विक्षेपण हो ताकि विश्लेषण कठिन हो जाए यदि मैं स्थिर जी नमूने को प्राप्त कर लेता हूं तो यह दिखाता है कि हमने उर्जामुक्ति करण दर की समझ को विकसित करने में जो भी किया है वह सत्यापित है क्योंकि हमने यह अंदाजा लगाया था कि उर्जा मुक्ति करण दर स्थिर है तो आपने क्या प्राप्त किया हमारी ऊर्जा मुक्ति करण दर की समझ पर्याप्त है ओके लेकिन लोगों ने इस प्रकार के नमूनों को उपयोग किया है तथा दरार पकड़ने संबंधी नजरिए को भी विस्तृत किया है लोगों ने जी के परिवर्तन को दरार लंबाई के फलन के रूप में भी सोचा है यदि दो नई सतहों के निर्माण के लिए ऊर्जा उपलब्धता कम है तो वास्तव में दरार को रुकावट की स्थिति में आ जाना चाहिए तो लोगों ने इस पर भी कार्य किया तो शुरुआती विकास के समय में जांच नमूने को बनाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था तो दो दरार को जैसा दिखाया गया है उससे विक्षिप्त होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए लोगों ने सुझाव दिया की जांच नमूने पर खाँचे बना दिए जाएं और इन्हें साइड खाँचे के रूप में जाना गया और आप एनिमेशन में देखिए आप पाएंगे कि इस केस में दरार इस समतल में संवर्धित होती है और इसका पार्श्व दृश्य इस प्रकार से है तो आप इस प्रकार के जांच नमूने को बनाएं यह मध्य समतल कमजोर है आप यह अवश्य करें वास्तव में हम इस अवधारणा को उस समय लेंगे जब हम फ्रैक्चर टफनेस परिक्षण के नमूने को लेंगे वास्तविक प्रयोग करने के लिए अपनी पसंद के समतल पर सटीक दरार को बरकरार रखने की आवश्यकता होती है तो हम इसे एक लाभ के रूप में लेंगे समतल में अपनी पसंद का कोई स्थान लेंगे जिसे कमजोर किया जा सके आप जानते हैं कि हम उर्जा मुक्ति करण दर की उपयोगिता को समझने के लिए एक और उदाहरण लेंगे आप इस जांच नमूने का स्वच्छ आरेख बनाइए देखिए ऊर्जा मुक्ति करण दर के विचार में हमने बल एवं विस्थापन पर देखा है यह सादृश्य सामान्यीकृत विस्थापन और सामान्यीकृत बल भी हो सकता है यह समान रूप से लागू हो सकता है देखिए अभी तक हमने उर्जा मुक्ति करण की दर को मोड 1 भारण की दशा में लिया है एक इसी प्रकार का उपागम को हम मोड 3 के प्रश्न या मोड 2 के प्रश्न को हल करने के लिए ले सकते हैं और अब हम एक कैंटीलेवर बीम जांच नमूने के प्रश्न को लेंगे यह डबल कैंटीलेवर बीम है लेकिन इस पर अलग तरीके से भारण किया गया है आप इस सतह पर और इस सतह पर नमन घूर्ण लगा सकते हैं Refer Slide time 4630 व यह चीरने की क्रिया प्रदान करता है यह चीरने वाली क्रिया उत्पन्न करता है जिस क्षण आप चीरने वाली क्रिया प्राप्त करते हैं यह मोड तीन प्रकार की समस्या है और हमने यह पतले सदस्यों के लिए पहले ही देखा है कि कैसे ऊर्जा की गणना करनी है तो जब हम ऊपरी हिस्से का संज्ञान ले लेते हैं कि यह बीम नमन से संबंधित है और नीचे का हिस्सा दूसरी बीम है तथा यह नमन से संबंधित है तो आप दरार की उपस्थिति में स्ट्रेन ऊर्जा को समाकलन 0 से L M वर्ग बट्टे 2EI गुणा dx के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि हम ऊपरी एवं साथ ही साथ निचली बीम पर भी देख रहे हैं देखिए आपको नमन के प्लेन का संज्ञान लेना है और तब आपको जड़त्व आघूर्ण लिखना है और देखिए कि यह किस प्रकार से नत हो रहा है किस प्रकार से h एवं B की विमाओं को दिखाया गया है तो जब आप इस पर देखते हैं तो आप 'I' को h B घनमूल बट्टे 12 और इसे इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए एक साधारण अभ्यास के द्वारा आप अंतिम समीकरण 12 M वर्ग a बट्टे घन Eh B प्राप्त कर सकते हैं इस समस्या के लिए जो मोड तीन की अवस्था है G का मान 1 बट्टे B dU बट्टे da द्वारा दिया गया है यह आपको 12M वर्ग बट्टे EhB घात 4 देता है देखिए हमने 2 प्रश्नों को लिया है पहले प्रश्न को अनुपालन उपागम से हल किया गया है दूसरी समस्या को स्ट्रेन ऊर्जा द्वारा आकलन किया गया और G के लिए समीकरण प्राप्त किया और आपके पास बहुत सारे प्रश्न आपकी असाइनमेंट सीट पर है जहां आपको अपनी पदार्थों की सामर्थ्य के ज्ञान का विस्तार करना है और ऊर्जा भंडारण या अनुपालन और उर्जा मुक्तिकरण की दर का आकलन करना है इस कक्षा में हमने उर्जा मुक्तिकरण दर की समझ को सामान्यीकृत किया है हमने एक ढंग से विभव ऊर्जा के पदों में उर्जा मुक्ति करण की दर को व्यक्त किया है उसके बाद दरार सम्मिलित करते हुए प्रश्नों को लिया इरविन ने चिन्हित किया कि अनुपालन को हल करना सरल है तो हमने उर्जा मुक्ति करण दर को अनुपालन के पदों में लिया अपनी समझ के ज्ञान को मजबूत करने के लिए हमने दो उदाहरण लिए और ऊर्जा मुक्ति करण दर का आकलन किया एक उदाहरण के प्रश्न ने हमें सुरुचिपूर्ण जांच नमूने को विकसित करने का अंदाज़ दिया जिससे फ्रैक्चर मेकानिक्स में विकसित अवधारणा का सत्यापन कर सकें तो हमने स्थिर G जांच नमूने का सुरुचिपूर्ण मामला भी लिया धन्यवाद